पिछले व्याख्यान में हमने IIoT सिस्टम के इन कार्यान्वयन के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा के विश्लेषण के महत्व के बारे में बात की थी हमने डेटा की विशेषताओं को देखा और उसके बाद हम विभिन्न अनुसंधान कार्यों को जाना जो किए जा रहे हैं और इसके अनुरूप विभिन्न प्रस्तावों को भी हमने देखा जो कि प्रभावी कुशल प्रसंस्करण प्रणालियों को लागू करने और व्यवहार में तैनात करने के लिए है तो आइए हम कुछ और समाधानों को देखें हम उनमें से कुछ को देख चुके हैं लेकिन आइए हम कुछ और समाधानों को देखें और देखें कि यह प्रसंस्करण घटक किस तरह इन सभी अलग अलग समाधानों में महत्वपूर्ण हो रहा है जो प्रस्तावित हैं तो फार्मबीट्स एक समाधान है जो 2017 में वशिष्ठ एट अल द्वारा प्रस्तावित है तो वहां मूल रूप से डेटा संचालित वास्तुकला के उपयोग के बारे में बात हो रही है सटीक कृषि के लिए सटीक कृषि में विभिन्न सेंसर और स्वायत्त प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से विभिन्न कृषि समस्याओं के लिए सटीक निर्णय कैसे किया जा सकता है इस बारे में बात होती है तो इस विशेष कार्य FarmBeats में वे विभिन्न सेंसर के उपयोग के बारे में बात करते हैं जैसे मिट्टी सेंसर कैमरा UVAs मौसम स्टेशन IoT गेटवे बेस स्टेशन क्लाउड सेवाएं आदि और साथ में वे एक एकीकृत वास्तुकला के साथ आते हैं जिसका उपयोग कृषि खेतों में तैनाती के लिए किया जा सकता है ताकि डेटा एकत्र करने के लिए एक कुशल तंत्र वन सके और साथ ही डेटा के प्रसंस्करण को जितनी जल्दी हो सके किया जाता है डेटा को जितनी जल्दी हो सके एकत्र किया जाता है डेटा के प्रसंस्करण को एकत्र किया जाता है और अंततः इसे आगे के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता को वापस दिया जाता है तो यह फार्मबीट्स वास्तुकला है जिसकि वशिष्ठ एट अल ने बात की है और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे हमारे पास अलग अलग सेंसर हैं जैसे कि मिट्टी के सेंसर कैमरा यूएवी और आप अलग अलग अन्य सेंसर हैं और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं हमारे पास बेस स्टेशन गेटवे वगैरह होता है ये सभी डेटा मूल रूप से जो इन विभिन्न उपकरणों से एकत्र किए गए हैं इस विशेष नेटवर्क पदानुक्रम के माध्यम से जाएंगे और क्लाउड पर आ जाएगा और क्लाउड पर इसमें अलग अलग एनालिटिक्स लगाया जाएगा और विभिन्न ऐप के माध्यम से या वेबसाइटों द्वारा इस डेटा को उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा इसलिए जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि यह इस विशेष वास्तुकला का अभिन्न अंग है यहां हम इस क्लाउड सतहों के बारे में बात कर रहे हैं तो सटीक कृषि डेटा से सार्थक निष्कर्ष निकालने के बारे में बात करती है जो जितनी जल्दी हो सके एकत्र की जाती है सटीक कृषि में निर्णय लेने के लिए क्लाउड आधारित आर्किटेक्चर के उपयोग के रूप में आमतौर पर एक प्रोसेसिंग इंजन का उपयोग होता है और यह विशेष रूप से प्रसंस्करण भाग में लागू किया जाता है और इस क्लाउड आधारित सेवाओं का उपयोग करके विश्लेषिकी भाग को लागू किया जाता है तो यह एनालिटिक्स उनकी वास्तुकला के इस विशेष घटक में किया जाता है अगला कृषि के क्षेत्र में एक और काम आता है तो SWAMP एक स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है यहां मूल रूप से लेखक सिंचाई प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के फसलों जलवायु परिस्थितियों विभिन्न क्षेत्रीय भिन्नताएं इन आधार पर सिंचाई प्रबंधन विभिन्न प्रकार के सेंसरों की मदद से जो फिर से विभिन्न स्थानों से अलग अलग प्रकार के डेटा एकत्र करेंगे और इस डेटा का विश्लेषण किया जाएगा और विभिन्न सेवाएं उपयोगकर्ताओं को दी जाएगी जो कि वर्चुअल सर्विसेज स्टोरेज और एनालिटिक्स के साथ सहभागिता प्रदान करेंगे विभिन्न अन्य सेवाएं जैसे कि जल प्रबंधन और वितरण और कस्टम आवश्यकता के लिए एप्लीकेशन विशिष्ट सेवाएं एवं विभिन्न वास्तुकला के लिए समर्थन तो ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जिनके बारे में Kamienski et al द्वारा विशेष रूप से हाल ही मे बताया गया है और यह SWAMP वास्तुकला का हिस्सा है इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि सटीक कृषि के लिए प्रसंस्करण और विश्लेषण पर मूल रूप से इन विभिन्न कार्यों के माध्यम से जोर दिया गया है तो यह SWAMP आर्किटेक्चर है और इस आर्किटेक्चर का मैंने पहले ही उल्लेख किया है इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये विभिन्न घटक हैं जो SWAMP के साथ काम कर रहे हैं जैसे कृषि के तरीके मौसम की जानकारी जल वितरण की स्थिति आदि और वॉटर रिजर्व वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के डेटा एक साथ दिए गए SWAMP को और निर्णय लिए जा रहे हैं इसका मतलब है निर्णयों के लिए फिर से एनालिटिक्स और प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है और ये अलग अलग भविष्यवाणियां करने में मदद करते हैं इसलिए कृषि आधारित सिंचाई के संबंध में भविष्यवाणियां करें कि सिंचाई के लिए कौन से उपकरण बेहतर होंगे और कौन सी सिंचाई तो सटीक कृषि के लिए SWAMP और इसी तरह के अन्य आर्किटेक्चर की मदद ली जा सकती है AR ड्रोन मूल रूप से parent ड्रोन हैं तो इन ड्रोनों का उपयोग सटीक कृषि के लिए भी किया जा सकता है और आजकल ड्रोन का उपयोग बहुत आम हो गया है और हमारे अनुसंधान प्रयोगशाला में IIT खड़गपुर में CSE विभाग में SWAN अनुसंधान प्रयोगशाला हैहम IIT खड़गपुर में कृषि विभाग के अपने सहयोगियों के साथ ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं हम सटीक कृषि के लिए विभिन्न प्रकार के ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे पास अलग अलग एप्लिकेशन हैं लेकिन हम कंब्रा एट अल द्वारा इस विशेष कार्य को देखते हैं और यह 2018 में प्रकाशित एक बहुत ही हाल का काम है इसका मतलब है कि हाल ही में इसे प्रकाशित किया गया है और यहां मूल रूप से वे खरपतवार के लिए सटीक उर्वरक स्प्रे के बारे में बात कर रहे हैं और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक चुनौतीपूर्ण समस्या है क्योंकि समस्या यह है कि आपको खरपतवारनाशी का सटीक छिड़काव इस तरह से करना होगा कि केवल खरपतवार पर ही छिड़काव किया जाए और अन्य स्थानों पर भी न्यूनतम रूप से प्रभाव हो इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक चुनौतीपूर्ण समस्या है यदि आप इस प्रकार की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो जटिल घटना प्रसंस्करण तंत्र को लागू करना होगा तो यहां इस विशेष समाधान में वे AR ड्रोन लैपटॉप ट्रैक्टर में स्थापित एक स्प्रेयर वीडियो प्रसंस्करण मॉड्यूल के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं और यह वीडियो प्रोसेसिंग मॉड्यूल मूल रूप से खरपतवारों पर खरपतवारनाशी के छिड़काव में मदद करता है और सटीक स्प्रेयर का उपयोग भी होता है जो ट्रैक्टर में स्थापित होता है और इस विशेष वीडियो प्रसंस्करण मॉड्यूल द्वारा पता लगाए गए स्थानों के पर छिड़काव किया जाता है तो यहाँ वास्तव में इस विशेष समाधान मे वे निर्णय लेने और विश्लेषिकी के लिए कंप्यूटर दृष्टि तंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो यह समग्र वास्तुकला है जिसे सचित्र यह यहाँ पर दिखाया गया है इसलिए इन अलग अलग घटकों के बीच अलग अलग संपर्क हैं यह वीडियो प्रोसेसिंग मॉडल है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था तो ड्रोन वीडियो प्रोसेसिंग मॉड्यूल स्प्रेयर के साथ ट्रैक्टर जिससे कार्यान्वित जा सकता है और कृषि क्षेत्र और इन विभिन्न घटकों के बीच डेटा के समग्र प्रवाह को यहां दिखाया गया है तो डेटा और डेटा का प्रसंस्करण फिर से बहुत महत्वपूर्ण है और उपयुक्त विश्लेषण करना होगा ये एनालिटिक्स फिर से पूर्वानुमानित हो सकते हैं या वे प्रिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक हो सकते हैं तो यह आर्किटेक्चर मूल रूप से एनालिटिक्स की विभिन्न चीजों के बारे में बात नहीं करता है लेकिन एक सामान्य आर्किटेक्चर देता है जहां हम इन सभी विभिन्न प्रकार के एनालिटिक्स को लागू कर सकते हैं उनके समाधान का उपयोग करके कृषि अनुप्रयोग डोमेन से एक और कार्य है दाख की बारी की स्वास्थ्य निगरानी तो दाख की बारियो में चुनौती यह है कि अंगूर की विभिन्न किस्में हैं जिनको विभिन्न जलवायु मिट्टी और विभिन्न स्थितियों की आवश्यकता होगीइसलिए अंगूर के बागों की वास्तविक समय मे देखरेख और निगरानी करना बहुत महत्वपूर्ण है तो उद्देश्य है पैदावार और अंगूर की गुणवत्ता बढ़ाना और पानी का सही उपयोग करना है और पौधों की बीमारियों की घटनाओं को कम करना और उन्हें नियंत्रित करना और परिणामस्वरूप भविष्यवाणियों के आधार पर उर्वरकों का बेहतर उपयोग करना और उन्हें स्प्रे करना तो यह दाख की बारी की स्वास्थ्य निगरानी समाधान है और इस विशेष कार्य के लिए संबंधित स्रोत भी यहां दिया गया है इसमें आप रुचि रखते हैं तो आप इस विशेष साहित्य को पढ़ें और यह समग्र वास्तुकला है और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह भी प्रोसेसिंग इंजन है जिसमें क्लाउड के साथ साथ मैथ इंजन भी शामिल है तो यह है जो इस विशेष कार्य के बारे में कहा गया हैं और इसलिए विज़ुअलाइज़ेशन घटक और अलर्ट देना यह है जो माइक्रो स्ट्रीम द्वारा इस दाख की बारी की स्वास्थ्य निगरानी समाधान में उपयोग हुआ है एक और काम स्मार्ट सैंटेंडर है तो यह एक बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए IoT आधारित स्मार्ट सिटी परिनियोजन प्लेटफॉर्म है जहां डिजाइन मे यथार्थवाद विविधता पैमाने गतिशीलता विश्वसनीयता उपयोगकर्ता की भागीदारी आदि को शामिल किया गया है और वे एक आर्किटेक्चर के लाए हैं जो विभिन्न घटकों का उपयोग करता है जैसे कि अलग अलग IoT नोड्ससेंसर सक्षम IoT नोड्स रिपीटर्स IoT गेटवे इत्यादि और इसकी अलग अलग वास्तुकला परतें हैं जैसे प्रमाणीकरण प्राधिकरण लेखांकन परीक्षण प्रबंधन उपतंत्र प्रायोगिक सहायता उपतंत्र और अनुप्रयोग समर्थन उपतंत्र तो इन उप प्रणालियों में से प्रत्येक की अपनी अलग अलग कार्यक्षमताएं हैं और इस विशेष कार्य में वे एक आम समाधान पर पहुंचने के लिए इन सभी विभिन्न घटकों की भागीदारी के बारे में बात करते हैं तो सबसे नीचे IoT नोड है फिर गेटवे और टेस्ट बेड सर्वर है और ये विभिन्न कार्यक्षमताएं जो इस विशेष वास्तुकला पर समर्थित होगी और इसी चित्र में भिन्न घटकों को यहाँ पर दिखाया गया है iRobot factory एक समाधान है जो Hu et al द्वारा हाल ही में प्रस्तावित किया गया है और यहाँ वे संज्ञानात्मक विनिर्माण के बारे में बात कर रहे हैं तो संज्ञानात्मक का अर्थ है बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता का अर्थ है संगणना संगणना का अर्थ है बहुत सारा प्रसंस्करण तो हमें बहुत सारी प्रक्रियाएँ करनी होंगी और अगर हम संज्ञानात्मक प्रसंस्करण के बारे में बात कर रहे हैं तो यह मूल रूप से कम्प्यूटेशनल गहन है तो इस तरह की स्थितियों या इस तरह के परिदृश्यों में एनालिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है तो यह वह कार्य है जो विभिन्न घटकों जैसे कि संज्ञानात्मक या बुद्धिमान टर्मिनल का उपयोग करता है जिसे उपयोगकर्ताओं की भावनाओं को समझने और उपयोगकर्ताओं की भावनाओं और विभिन्न अन्य घटकों की धारणा के आधार पर कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग करने का काम सौंपा गया है जैसे सिस्टम मैनेजमेंट एज कंप्यूटिंग नोड कॉग्निटिव इंजन इंटेलिजेंट डिवाइस यूनिट और प्रोडक्शन लाइन लेयर तो ये सभी इस iRobot कारखाने के विभिन्न घटक हैं और मैं इनमें से प्रत्येक घटक के व्यक्तिगत विवरण नहीं कर रहा हूं और यह आपको पहले से ही बताया गया है और यह वास्तव में इन सभी विभिन्न प्रकार के आर्किटेक्चर के समान है यह वैचारिक रूप से बहुत समान हैं और केवल एक चीज यह है कि कुछ एप्लिकेशन विशिष्ट समस्या या विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए बने हैं जिन्हें विभिन्न घटकों और इसी तरह के विभिन्न उपयोगों के माध्यम से उपयोग किया गया है इसलिए मैं इनमें से प्रत्येक को नहीं समझा रहा हूं लेकिन अगर आप रुचि रखते हैं तो आप आगे विस्तार से समझ सकते हैं और यह iRobot कारखाना प्रणाली वास्तुकला है और यहां हम देख सकते हैं कि हमारे पास यह उत्पादन लाइन की परत है जिसमें यांत्रिक हाथ श्रमिक और उपकरण घटक हैं फिर बुद्धिमान निर्णय इकाई एड्ज कंप्यूटिंग बुद्धिमान टर्मिनलों और सिस्टम प्रबंधन घटकों की यह परत आती है जो सभी इस क्लाउड आधारित संज्ञानात्मक इंजन के साथ बातचीत कर रहे हैं इसलिए जैसा कि हम बार बार देख सकते हैं कि इन विभिन्न आर्किटेक्चर अलग अलग समाधान देते हैं यहां क्लाउड आधारित संज्ञानात्मक इंजन का उपयोग किया जा रहा है Donovan et al द्वारा 2015 में एक और काम किया गया यह बिग डेटा संचालित स्मार्ट विनिर्माण के बारे में बात करता है इसलिए उन्होंने जो चुनौतियां बताई हैं वे हैं मौजूदा निवेश जोखिम और नई तकनीक का विनियमन कौशल की कमी मिश्रित कार्यस्थल इत्यादि इसलिए ये सभी विनिर्माण क्षेत्र में अलग अलग चुनौतियां हैं इसलिए आप कुछ प्रकार के स्मार्ट निर्माण प्रणाली की मदद से इन चुनौतियों का समाधान करना चाहते हैं इसलिए स्मार्ट निर्माण प्रणाली के विभिन्न भाग हैं एक डेटा और प्रासंगिक जानकारी के एकीकरण का एकीकरण घटक है दूसरा वह घटक है जो डेटा के संश्लेषण और विश्लेषण से संबंधित है और तीसरा घटक प्रक्रिया और उत्पादन में नवाचार के बारे में बात करता है तो प्रक्रिया घटक और उत्पादन नवाचार विभिन्न नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए ज्ञान और बुद्धिमत्ता के उपयोग के माध्यम से आएगा और भविष्य में विभिन्न नवाचारों को आगे बढ़ाएगा यह बिग डेटा संचालित स्मार्ट विनिर्माण वास्तुकला है इसलिए इन सभी अलग अलग घटकों के बारे में हमने बात की और अलग अलग अन्य घटकों को अतिरिक्त रूप से यहाँ दिखाया गया है तो फिर से मैं नहीं बता रहा हूँ लेकिन यह काफी आत्म व्याख्यात्मक है और यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसी साहित्य को पढ़ सकते हैं जो स्रोत यहाँ दिए गए हैं लेकिन फिर से जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं यह फिर से डेटा गहन ज्ञान गहन एनालिटिक्स गहन है और इन सभी प्रकार के प्रसंस्करण क्लाउड पर किए जाते हैं स्मार्ट वेयरहाउसिंग यहां लेखक जब्बार एट अल rest based framework के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं यह ढांचा डेटा एकत्र करता है डेटा संग्रह मॉड्यूल वहाँ है जो विशिष्ट रूप से आरएफआईडी टैग और सेंसर के साथ विभिन्न वस्तुओं की पहचान करता है जानकारी संग्रहीत करने के लिए और प्रमाणीकरण और सुरक्षित पहुंच के लिए एक डेटाबेस घटक है और एक प्रशासनिक मॉड्यूल है जो डेटा निर्णय लेने और डेटा प्रोसेसिंग के संगठन के बारे में कार्य करता है यह स्मार्ट वेयरहाउसिंग आर्किटेक्चर यहाँ पर दिखाया गया है इसलिए यहां भी जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह स्मार्ट गेटवे है जिसका उपयोग किया जाता है वेब सर्वर इन सभी का एक सेवा घटक विभिन्न प्रकार के प्रसंस्करण और विश्लेषिकी करने जा रहा है तो कौन से विश्लेषिकी होने जा रहे हैं यह एक सवाल है जो आपके दिमाग में आ सकता है तो किस प्रकार के विश्लेषिकी तो यह वह जगह है जहां मूल रूप से हम विभिन्न प्रकार के विश्लेषिकी और एआई तकनीकों की मदद ले सकते हैं जिनके बारे में हमने पिछले व्याख्यान में से एक में बात की थी तो ये समाधान जो मूल रूप से इसे बनाते हैं इसे उस प्रकार के विश्लेषिकी के बारे में खुला रखते हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है लेकिन इनमें से कोई भी एनालिटिक्स जैसे कि प्रेडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव किसी भी तरह के एनालिटिक्स को इन अधिकांश आर्किटेक्चर में लागू किया जा सकता है और जिन विशिष्ट समाधानों का उपयोग किया जा सकता है उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है लेकिन किसी भी विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटेशनल इंटेलिजेंस तंत्र का उपयोग किया जा सकता है जैसे फजी लॉजिक न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग आदि इसलिए इनमें से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है विभिन्न अनुकूलन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है और अलग अलग predictive तकनीक जैसे गेम थेरैटिक तकनीक से प्राप्त डेटा के आधार पर किसी विशेष समस्या के लिए कुछ इष्टतम समाधान का इस्तेमाल किया जा सकता है तो इस तरह 2014 में Tao et al द्वारा विभिन्न अन्य समाधान जैसे औद्योगिक विनिर्माण समाधान दिए गए हैं यहां वे औद्योगिक विनिर्माण के लिए एक क्लाउड और IoT आधारित समाधान के बारे में बात कर रहे हैं जहां वे विभिन्न उपभोक्ताओंऑपरेटरों एवं प्रदाताओं का उपयोग कर रहे हैं मुझे इनमें से प्रत्येक के अर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह काफी आत्म व्याख्यात्मक है वे विभिन्न चरणों में वर्कफ़्लो के बारे में बात कर रहे हैं सेवा प्रदान और अवसंरचना का चरण एक संग्रह चरण दो सेवाओं का वर्चुअलाइजेशन आवंटन और प्रबंधन है और चरण तीन ऑन डिमांड सेवा प्रसंस्करण है इसलिए उनके आर्किटेक्चर में इन सभी अलग अलग परतों जैसे IoT लेयर सर्विस लेयर एप्लिकेशन लेयर बॉटम सपोर्ट लेयर है इसका मतलब है ज्ञान क्लाउड सुरक्षा इंटरनेट और इन सभी विभिन्न परतों का उपयोग किया जाता है तो यह इस समग्र एकीकृत वास्तुकला है तो हम इन सभी विभिन्न परतों के बारे में बात कर रहे थे सबसे ऊपर सर्विस लेयर IoT लेयर और नीचे सपोर्ट लेयर पर एप्लिकेशन लेयर जो एप्लीकेशन सर्विस और IoT की इन सभी लेयर्स के साथ कार्य करती है ज्ञान परत क्लाउड सुरक्षा परत और व्यापक इंटरनेट परत इसलिए इन परतों में से ज्ञान परत विशेष रूप से काफी डेटा गहन है और इन अलग अलग IoT उपकरणों से एकत्र किए गए विभिन्न डेटा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो इस विशेष परत में तैनात हैंआपको अलग अलग उन्नत प्रकार के विश्लेषण करने की आवश्यकता है तो इस तरह अलग समाधान है तो ये कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैंने अभी समझाया है संबंधित संदर्भ आपको यहां अंत में दिए गए हैं और यदि आप रुचि रखते हैं तो किसी सुंदर पर भी जा सकते हैं जो आपके लिए अधिक लागू होता है जो भी आपके हित में हो यदि आप कृषि में रुचि रखते हैं तो जिन चीजों की मैंने शुरुआत में चर्चा की थी उनके बारे में आप विस्तार से आगे के साहित्य में जान सकते हैं यदि विनिर्माण आपको अधिक रुचि देता है तो आप इसी साहित्य के माध्यम से जा सकते हैं आप स्मार्ट विनिर्माण समाधानों के बारे में भी बात कर सकते है लेकिन इस व्याख्यान और पिछले में बहुत महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि हम किसी विशेष समस्या को संबोधित करने के लिए जो भी सेंसर आवश्यक हैं उसे तैनात कर सकते हैं हम कनेक्टिविटी समाधान संचार अवसंरचना नेटवर्किंग अवसंरचना इत्यादि भी रख सकते हैं लेकिन इसके बाद आपको सेंसर परत से और इन अलग अलग परतों से आने वाले डेटा कनेक्टिविटी परत के माध्यम से जो डेटा आ रहे हैं उसे पर्याप्त रूप से संसाधित करना होगा और इस विशेष प्रसंस्करण विभिन्न समाधान आर्किटेक्चर जो मैंने आपको दिखाया है आपको उस विशेष समाधान वास्तुकला के बारे में संकेत देगा जिसे आप लागू करने जा रहे हैं और आपकी विशिष्ट समस्या जो आपके हाथ में है उसके लिए उपयोगी होगा और विभिन्न प्रकार के एनालिटिक्स प्रोसेसिंग का मतलब है एनालिटिक्स इसलिए विभिन्न कम्प्यूटेशनल तकनीकों को लागू करना होगा विभिन्न अनुकूलन तकनीकों गेम थ्योरी न्यूरल नेटवर्क जेनेटिक एल्गोरिदम या फ़ज़ी लॉजिक या आपके द्वारा ज्ञात कोई भी अन्य तकनीक तो आपके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए उन पर अमल करना होगा और फिर सिर्फ कार्यान्वयन पर्याप्त नहीं है आपको उस डेटा से जानकारी जुटानी होगी इसके अलावा ज्ञान को अमूर्तता के उच्च स्तर पर भी इकट्ठा करें और यह वह सूचना और ज्ञान है जो उपयोगी होगा तो इसके साथ हम प्रसंस्करण भाग के अंत में आते हैं धन्यवाद